सभी को नमस्कार सभी का स्वागत है इस पार्टीकूलर मॉड्यूल में इस मॉड्यूल में हम एक दूसरी तरीके की ओसीलेटर के बारे में देखेंगे इस ओसीलेटर को हम यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर ओसीलेटर या फिर UJT ओसीलेटर ऐसे कहते हैं जब हम यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर ओसीलेटर के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर क्या है और क्यों हमें UJT ओसीलेटर का इस्तेमाल करना पड़ा पहले हमने विभिन्न तरीके की ओसीलेटरस को देखा है जैसे कि फेस शिफ्ट व्हेन ब्रिज LC और LC को हम टैंक सर्किट ऐसे भी कह सकते हैं इस टैंक सर्किट के मदद से हमने हार्टले और कॉलपीटस ओसीलेटर बनाया है फिर हमने क्रिस्टल ओसीलेटर के बारे में देखा अब हम देखेंगे कि किस तरीके से UJT ओसीलेटर की तरह काम करता है इसे समझने के लिए हमें स्लाइड पर देखना होगा और हम देख सकते हैं कि डायोडस की तरह ही यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टरस को बनाया जाता है अलग P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर मटिरीअलस से तो आप को समझना होगा कि UJT कैसे काम करता है और उसका नाम यूनि जंक्शन क्यों है तो आप देख सकते हैं कि यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर को अलग P और N टाइप सेमीकंडक्टर मैटेरियल से बनाया जाता है एक सिंगल PN जंक्शन से डिवाइस के मेन कंडक्टिंग N चैनल के अंदर तो डिवाइस के N चैनल के अंदर आपका यह P रहेगा और इसलिए यह PN जंक्शन बनता है यह फेब्रिकेशन का एक तरीका है अब आप जानते हैं यदि मुझे डोप करना हो मान लो मेरे पास एक N टाइप सेमीकंडक्टर है और मुझे उस में P टाइप मटेरियल चाहिए N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर तो उसका प्रोसेस स्टेप क्या होगा हम सब जानते हैं कि इसका प्रोसेस स्टेप क्या होगा तो मैंने यह पूछा है कि यदि मुझे N टाइप सबस्ट्रेट में P टाइप मटेरियल की जरूरत हो तो हम क्या करेंगे जैसे कि सब जानते हैं कि हम एक सिलिकॉन लेंगे हम ऑक्साइड ग्रो करेंगे फिर हम क्या करेंगे अगला स्टेप यह है कि हमें एक विंडो खोलना होगा इसका मतलब हम फोटोरेसिस्ट को स्पिन कोट करेंगे हम सब यह स्पिन कोट फोटोरेसिस्ट के बारे में जानते हैं तो मैं यह फोटोरेसिस्ट को इस तरीके से डालता हूं अब अगला स्टेप क्या होगा अब अगले स्टेप के लिए यह फोटोरेसिस्ट है यह SiO2 है यह सीलीकौन है यह फोटो रेड है यह सिलीकान डाइऑक्साइड है हम सिलीकौन डाइऑक्साइड को ग्रो कर सकते हैं LPCVD के मदद से अब हमने इसे स्पिन कोट फोटोरेसिस्ट से कोट किया है स्पिन कोटिंग के बाद हम जानते हैं कि अब समय है सॉफ्ट बेक करने का और हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं हमें उसे पहले साफ करना पड़ता है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए हॉट प्लेट करते हैं फिर इस मास्क को हम लोड करते हैं मास्क को लोड करने के बाद यह मास्क कैसे दिखेगा मेरा मास्क इस तरीके से दिखेगा वह एक ब्राइट फील्ड मास्क है मेरा फोटोरेसिस्ट पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है जो हमने पहले काफी बार देखा है तो अब आप समझ पा रहे होंगे और यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे फोरम में इसके बारे में पूछ सकते हैं पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के बारे में चिंता ना करें तो अब हम मास्क को लोड करते हैं फोटोरेसिस्ट पर जो कि सॉफ्ट बेक किया हुआ है और उसके बाद हम इस वेफर को एक्सपोज़ करेंगे UV में हम वेफर को UV मैं इसलिए एक्सपोज़ करते हैं क्योंकि वह एक पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है तो अब क्या होगा यह एरिया इंटैक्ट रहेगा तो हम पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि यह एरिया इंटैक्ट रहता है तो हम एक विंडो क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो यहां पर हम पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट नहीं यूज कर सकते हैं और हमें नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का इस्तेमाल करना होगा नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में जो भी एरिया एक्सपोज नहीं होता है वह कमज़ोर रहता है पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में जो एरिया एक्सपोज नहीं होता है वह स्ट्रांग रहता है नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में जो एरिया एक्सपोज नहीं होता है वह विक रहता है तो हमें क्या चाहिए यह कि हमें एक विंडो बनाना है SiO2 में कुछ इस तरीके का ताकि हम P टाइप मेटीरियल के इस एरिया को डोप कर पाए तो इसे पाने के लिए हमें इन दो एरिया के फोटोरेसिस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा तो हमें इन दो एरिया के फोटोरेसिस्ट को प्रोटेक्ट करना है और बाकी सारे एरिया के फोटोरेसिस्ट को हमें एच करना है यह तभी मुमकिन है यदि हम नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का इस्तेमाल करें जिसका ब्राइट फील्ड मास्क हो UV के एक्स्पोज़र के बाद हम फोटोरेसिस्ट को डेवलप करेंगे और डिवेलप करने के बाद हम क्या पता करेंगे हम यह पता करेंगे कि UV एक्स्पोज़र के बाद नेगेटिव फोटोरेसिस्ट जिसका ब्राइट फील्ड मास्क है उसका वह फोटोरेसिस्ट को देखेंगे जो एक्सपोज नहीं हुआ है तो मुझे इसे डिवेलप करना था फोटोरेसिस्ट जोकि एक्स्पोज़ नहीं हुआ था वह विक रहता है और वह डेवलप होता है तो इस एरिया के नीचे जो फोटोरेसिस्ट है वह एक्सपोज नहीं होता है और वह वीक रहता है तो फिर वो डिवेलप होता है फोटोरेसिस्ट डेवलपर में तो अब मेरे पास एक फोटोरेसिस्ट है जो कि नेगेटिव SiO2 सिलिकॉन SiO2 के बाद मैं एच करूंगा तो फोटोरेसिस्ट डिवेलप होने के बाद मैं हार्ड बेक करूंगा हार्ड बेकिंग 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट में करूंगा वह डाटा शीट पर भी निर्भर करता है तो किस तरीके का आर्डर का इस्तेमाल करना है वह डाटा शीट में पहले ही बताया गया है सॉफ्ट बेक टेंपरेचर क्या है उसके लिए कितने वक्त के लिए हमें हीट या बेक करना होगा उसी तरीके से हार्ड बेकड टेंपरेचर क्या है उसके लिए कितना वक्त देना है यह सभी चीजें डेटाशीट में दिया गया है जब हम एक पर्टिकुलर फोटोरेसिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको डाटा शीट देखना होगा अब जब हम PR डेवलपिंग और हार्ड बेक करते हैं तो हमें इस तरीके का वेफर मिलता है जो यहां पर दिखाया गया है अब हमें इस वेफर को SiO2 एचेंट में डूबाना होगा SiO2 एचेंट क्या है हम सब जानते हैं SiO2 एचेंट काफी आसान है याद करने के लिए यह बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है का मतलब जब मैं इस वेफर को बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डूबाता हूं तो क्या होगा SiO2 जोकि फोटोरेसिस्ट से प्रोटेक्टेड नहीं है वह एच हो जाएगा तो उसे हम एच कर देंगे अब मैं क्या करने वाला हूं मुझे फोटोरेसिस्ट को निकालना होगा तो SiO2 एचिंग के बाद मैं इस वेफर को एसीटोन में डूबाऊंगा क्योंकि एसीटोन PR स्टीपर है तो अब हमें फोटोरेसिस्ट को स्टीप करना होगा तो अब मेरे पास क्या है मेरे पास एक विंडो है अब इस विंडो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं हम P टाइप मटेरियल को डोप कर सकते हैं यह N टाइप सिलिकॉन है तो अब हम इस सिलिकॉन में P टाइप मैटेरियल को डोप कर सकते हैं तो SiO2 मास्क के तरीके से एक्ट नहीं करेगा और हम डोपेंट को अलाउ नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में आने के लिए तो SiO2 एक मास्क के तरीके से एक्ट करेगा और हम डोपेंट को रोक लेंगे इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में आने से अब हम डोप करने के लिए डिफ्यूजन या आईऑन इंप्लांटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं P टाइप मटेरियल जब एक बार बन जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप यह है कि मुझे इस वेफर को फिर से बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में रखना होगा और यह देखना होगा कि SiO2 निकल गया है जब SiO2 निकल जाता है तो हमें वह वेफर मिलता है जो हमें चाहिए तो इस तरीके से हमें N टाइप मैटेरियल में P टाइप डोपिंग मिलता है स्टेप इसका यह मतलब है कि डायोड्स की तरह ही यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर भी अलग P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर मैटेरियल से बनता है एक सिंगल यूनी जंक्शन PN जंक्शन बनते हुए डिवाइस के मेन कंडक्टिंग N टाइप चैनल के अंतर्गत यह ऐसा डिवाइस है जिसमें केवल एक ही जंक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच के तरह मान सकते हैं तो UJT एक non linear एंपलीफायर है उसका दाम भी कम है और उसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्री रनिंग ऑसीलेटरस सिंक्रोनाइजड या फिर ट्रिगर ऑसीलेटरस और पल्स जेनरेशन सर्किटस में लो या मॉडरेट फ्रीक्वेंसी के लिए जो एप्लीकेशन यहां पर आपको दिख रहा है वह कुछ नहीं है पर वह एक PN डायोड की तरह दिख रहा है और फिर एक रेसिस्टर भी है B2 के कारण और फिर एक और रेसिस्टर B1 के कारण जो कि यहां है अब इसके आक्रोस का वोल्टेज तो आपके पास बेस 1 है बेस 2 है और एमिटर भी है एमिटर और कुछ नहीं बल्कि N टाइप के अंदर P टाइप है तो आप को समझना होगा कि UJT कैसे काम करता है फिर ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम एक UJT बेस्ड ओसीलेटर को डिजाइन कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसे फ्री रनिंग ओसीलेटरस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसे सिंक्रोनाइज के तरीके से या ट्रिगर ओसीलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पल्स जेनरेशन के लिए यह चीज समझना काफी जरूरी है अब हम इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं तो रेजिस्टेंस R1 और R2 बेस रेसिस्टरस है जिसे हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं वह इंटरबेस रेजिस्टेंस RB1 और RB2 से कम हो तो हमें ध्यान रखना है कि जो बेस रेसिस्टर्स है वह इंटरबेस रेजिस्टेंस RB1 और RB2 से कम हो रेजिस्टेंस R3 जो यहां पर है और कैपेसिटेंस C1 जो यहां पर है इसके अलावा R और C ओसीलेटिंग रेट डिसाइड करते हैं जब एक वोल्टेज Vs को अप्लाई करते हैं आप इस टर्मिनल के आक्रोस यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर ऑफ है और कैपेसिटर C1 पूरी तरीके से डिस्चार्जड है जब हम इस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं जंक्शन पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करता है और क्या होगा जब वह ऑफ रहता है C1 पूरी तरीके से डिस्चार्जड है पर C1 एक्स्पोनेंशियली चार्ज होना शुरु करता है रजिस्टर R3 के द्वारा UJT का एमिटर इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है UJT का एमीटर को इस कैपेसिटर से कनेक्टेड रखते हैं जब कैपेसिटर के आक्रोस का चार्जिंग वोल्टेज Vc डायोड वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा होता है तो यह PN जंक्शन डायोड है जब कैपेसिटर के आक्रोस का चार्जिंग वोल्टेज Vc1 डायोड वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा होता है तो PN जंक्शन नॉर्मल डायोड के तरह बिहेव करता है और फॉरवार्ड बॉयस्ड हो जाता है जिसके कारण वह UJT को कंडक्शन के तरफ ट्रिगर करता है इस केस में जब कैपेसिटर रेसिस्टर R3 के द्वारा चार्ज करना स्टार्ट करता है कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता है PN जंक्शन डायोड के वोल्टेज ड्रॉप के कंपैरिजन में तो UJT कंडक्ट करना स्टार्ट करता है UJT ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहता है इस पॉइंट पर एमीटर से लेकर B1 तक का इंपेडेंस कोलॅप्स होता है और एमिटर लो इंपेडेंस सैचुरेशन स्टेज में चला जाता है और R1 के द्वारा एमिटर करंट फ्लो करता है तो वह कंडक्ट कर रहा है इसलिए इंपेडेंस कोलॅप्स होता है तो B1 इंपेडेंस कोलॅप्स स्टेज में चला जाता है और एमीटर लो इंपेडेंस स्टेज में चला जाता है तो वह कंडक्ट करता है R1 का ओहमिक वैल्यू क्योंकि कम है तो कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज करता है UJT के द्वारा यह जल्द बढ़ने वाला वोल्टेज R1 के आक्रोस आ जाता है तो जब वह कंडक्ट करता है कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज करता है R1 के द्वारा क्योंकि वह डिस्चार्ज होने का सबसे नजदीक वाला पात है कैपेसिटर के लिए यदि वह कंडक्ट नहीं करता है तो कैपेसिटर इसके द्वारा डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा पर अब वह डिस्चार्ज कर रहा है इसके द्वारा और यदि मैं R1 के आक्रोस का वोल्टेज मेशर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा मुझे यह पता चलेगा कि इसके कारण एक जल्द ही बढ़ने वाला स्पाइक मिलता है यह इसलिए क्योंकि UJT के द्वारा डिसचार्जिंग काफी जल्दी होता है रजिस्टर R3 के द्वारा होने वाले चार्जिंग के मुकाबले यह डिसचार्जिंग टाइम चार्जिंग टाइम से कम नहीं है और कैपेसिटर लो रेजिस्टेंस UJT के द्वारा डिस्चार्ज करता है अब कट ऑफ के बारे में देखेंगे तो UJT कट ऑफ कट ऑफ क्या है यह वह रीजन है जहां पर यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर को जरूरत के हिसाब से उतना वोल्टेज नहीं मिलता है टर्न ऑन होने के लिए आप यहां एमिटर वोल्टेज वर्सेस एमिटर करंट का ग्राफ देख सकते हैं इसमें ट्रिगर रीजन कौन सा है वोल्टेज का हाईएस्ट पीक कौन सा है कट ऑफ रीजन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव रेसिस्टेंट रीजन क्या है इसके साथ ही एक पॉइंट यह की सैचुरेशन रीजन कहां है यह सारी चीजें आपको समझना होगा तो आपको पीछे जाकर डिटेल में समझना होगा कि UJT कैसे काम करता है अब वोल्टेज ट्रिगरिंग वोल्टेज के वैल्यू तक नहीं पहुंचा है तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होगा यह वह रीजन है जहां यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर को वोल्टेज नहीं मिलता है यह कट ऑफ रीजन है आप देख सकते हैं तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किस तरीके का रीजन है यह वह रीजन है जहां UJT को सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिलता है टर्न ऑन होने के लिए और यह वोल्टेज ट्रिगरिंग वोल्टेज तक नहीं पहुंचा है तो इस कारण ट्रांसिस्टर टर्न ऑन नहीं होता है इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ऐसे क्यों कहा जाता है आप यहां नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देख सकते हैं तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस या तो बढ़ता है या कम होता है तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए कर्व कैसे होगा यदि वह वाइड रहा तो यह नेगेटिव रेजिस्टेंस है क्योंकि जैसे ही ट्रांसिस्टर ट्रिगरिंग वोल्टेज तक पहुंचता है यानी कि V ट्रिगर तक ट्रांसिस्टर टर्न ऑन होता है और यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएं एमीटर लोड तक तो वोल्टेज V पीक तक पहुंच जाता है तो शुरुआत में वह टर्न ऑफ रहता है जब वह कट ऑफ रीजन में रहता है क्योंकि ट्रांसिस्टर को जो वोल्टेज मिलता है वह ट्रिगरिंग वोल्टेज तक नहीं पहुंचा है जैसे ही वोल्टेज ट्रिगरिंग वोल्टेज तक पहुंचता है ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाता है और यदि इसके बाद हम अगर अप्लाइड वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो वह V पीक तक पहुंच जाता है जो कि यहां दिख रहा है अब यह V पीक से वैली पॉइंट तक पहुंचेगा जो कि यहां पर है जो अप्लाइड वोल्टेज है वह ड्राप होता है जबकि करंट बढ़ता है V का वैल्यू IR है तो यदि मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो करंट भी ड्रॉप drop होना चाहिए पर मैं यहां यह देखता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर रीजन में यहां से लेकर यहां तक तो मैं यह देख रहा हूं की V पीक से लेकर वैली पॉइंट तक अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप होता है जबकि करंट बढ़ता है इसका मतलब यह कि रेसिस्टेंस कम हो रहा है याने कि वह नेगेटिव रेसिस्टेंस है करंट बढ़ता है पर वोल्टेज कम हो रहा है और इसी कारण इसे नेगेटिव रेसिस्टेंस कहते हैं जब भी मैं आसान कहता हूं मैं यह मानता हूं कि आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया होगा और UJT कैसे काम करता है ऐसे कुछ बेसिक डिवाइसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जहां हमने करंट को बढ़ते हुए देखा था उसके बाद हम सैचुरेशन रीजन के बारे में देखेंगे इस रीजन में एमीटर पर अप्लाई किया हुआ वोल्टेज यदि बढ़ता है तो करंट और वोल्टेज भी बढ़ता है अब फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा यही जो हम चाहते थे तो अब हमारे पास UJT ओसीलेटर का ओसीलेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो इस तरीके से UJT ओसीलेटर काम करता है तो ओसीलेटर में हमने क्या देखा है हमने विभिन्न प्रकार की ओसीलेटर्स देखें और अभी ओसीलेटर का एप्लीकेशन जो कि ज्यादातर ऑपरेशनल एंपलीफायर में इस्तेमाल किया जाता है पर कुछ केसेस में हमने क्रिस्टल ओसीलेटर और हमने UJT ओसीलेटर भी देखा है अब हम सब को एक आईडिया आ चुका है कि ओसीलेटर किस तरीके से काम करते हैं तो अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि नॉइस क्या है विभिन्न प्रकार के नॉइस क्या है हम उनके बारे में जानकर फिर हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे तो मैं आप से अगले मॉड्यूल में मिलूंगा तब तक के लिए आप समझने की कोशिश करिए की UJT ओसीलेटर कैसे काम करता है उसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण भी दिखाया है एक डिवाइस को हम कैसे फैब्रिकेट कर सकते हैं केवल उन चीजों को याद करते हुए जो हमने पहले सीखा है अब आप सभी जन MOSFET का प्रोसेस फ्लो समझ पाएंगे उसी तरीके से यदि हम सभी का प्रोसेस फ्लो जानते है तो हम N नंबर ऑफ सर्किटस फैब्रिकेट कर सकते हैं यदि आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेकर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि नॉइस क्या है उसके विभिन्न प्रकार तो तब तक के लिए आप सभी जन ध्यान रखिए मैं आप से अगले क्लास में मिलूंगा धन्यवाद